इसलिए हमने अभी इसको देखा है Zpu Vpu 2Sload यह समीकरण 15 है इसलिए निर्माता द्वारा आपूर्ति किए गए जनरेटर ट्रांसफार्मर और मोटर्स के इम्पीडेंस आम तौर पर अपने स्वयं के रेटिंग पर प्रति यूनिट मान देते हैं इसका मतलब है जब आप जनरेटर या ट्रांसफार्मर या मोटर्स खरीद रहे हैं तो आप देखेंगे कि उस नेम प्लेट पर जो MVA रेटिंग उपलब्ध है और प्रति यूनिट रिएक्टेन्स भी है यह सामान्य प्रति यूनिट इम्पीडेंस में उपलब्ध है इसलिए पावर सिस्टम के लिए यह सब आपकी कैलक्युलेशन के कारण प्रति यूनिट मूल्यों में व्यक्त किया जाना चाहिए केवल एक चीज यह है कि आपको एक कॉमन बेस पर सब कुछ बदलना होगा इसलिए जब क्वान्टिटी जब बेस क्वान्टिटी MVA पुराने से MVA बेस न्यू में बदल जाती है और B ओल्ड से B न्यू होती है तो प्रति यूनिट प्रति यूनिट इम्पीडेंस दी जा सकती है क्योंकि यह कुछ इस तरह से है जैसे यह फार्मूला मैंने अभी लिखा है यह आपको दिखाता है यह अक्सर ऐसा होता है यह समीकरण 16 है और यह अक्सर उपयोग किया जाएगा ZpunewZpuoldBold right2MVABoldMVABnewBnew2 यह समीकरण 16 है जिसका अर्थ है उदाहरण के लिए आपके पास प्रति यूनिट इम्पीडेंस या रिएक्टेंस या रसिस्टेंस है जो भी आपके पास है मान लें कि यह आपका Zpuold है यह पुराना मान है और यह मान इसके बेस पर हम लिख रहे हैं कि KV बेस ओल्ड और MVA बेस न्यू है तो यह पुराने बेस के लिए बेस इम्पीडेंस है इसलिए आप इस Zpuold को ओमिक वैल्यू में परिवर्तित करते हैं जिसका अर्थ है आपका Z ओमिक वैल्यू है जिसे मैं रख सकता हूं यह Zpuold के बराबर है यह प्रति यूनिट मान गुणित Zbaseold है तो यह वास्तव में ओम है क्योंकि यह आपका ZBold है इसलिए इसका मतलब है कि यह Zpuold 2 से गुणा किया जाता है बस Bold2MVABold ठीक है तो यह ओमिक वैल्यू है ZBoldBold2MVABold अब मान लीजिए कि नया बेस वैल्यू दिया गया है मान लीजिए कि यह आपको दिया गया है कि आपको इस के साथ बदलना होगा मान लीजिए यह आपका Bnew और Bnew है इसलिए Z बेस इम्पीडेंस का नया मान Bnew2MVABnew के बराबर है जिसका अर्थ है कि यह नया मान है यह वास्तव में ओम है यह नया मान है इसलिए अब j है इसलिए आपका Z नया मैं लिख सकता हूं कि Zpu का नया मान आपके Z के बराबर है ओमिक मान जो भी आपको यहां मिला है यह ओमिक मान है यह ओम ZBnew द्वारा विभाजित है अब यह Z ओमिक मान यह एक है आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं और यह j और यह ZBnew यहाँ है Bnew2 उपलब्ध है MVA वह है जहाँ आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं फिर आप यह एक्स्प्रेशन प्राप्त करेंगे ZpunewZpuoldBold 2MVABoldMVABnewBnew2 यह समीकरण 16 है वास्तव में किसी भी चीज को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है इसे अपनी स्मृति में रखने की जरूरत है बस पुराने इम्पीडेंस को आप रूपांतरित करते हैं और उसके कोरस्पोंडिंग बेस को दिया जाता है तो जिसके लिए आप इस भाग को कम्प्यूट कर सकते हैं और आपके द्वारा विभाजित किया गया नया बेस इम्पीडेंस है अब अगला यह है कि न्यूमेरिकल के लिए यह समीकरण 16 है इनको अक्सर होना है तो ट्रांसफार्मर का प्रति यूनिट रिप्रेसेंटेशन इसलिए हमने देखा है कि एक तीन फेस ट्रांसफार्मर द्वारा रिप्रेसेंटेशन किया जा सकता है या एक सिंगल फेस ट्रांसफार्मर है क्योंकि यह बेलेन्स है यह बेलेन्स सिस्टम है तो यह सिस्टम का प्रति फेस समाधान प्राप्त करने के लिए रिप्रेसेंट किया जा सकता है अब थोड़ा होल्ड करिए तो अब यह आपकी इन चीजों का सिंगल फेस डाइग्राम रिप्रेसेंटेशन है इस के लिए मेग्नेटाइज़िंग इम्पीडेंस को नेगलेक्ट किया गया है इस समय के लिए कोई मेग्नेटाइज़िंग इम्पीडेंस नहीं लिया गया है इसलिए इस साइड को हम प्राइमरी के रूप में रेफर करते हैं यह फ़िगर 8 है यह प्राइमरी और सेकंडरी लीकेज रिएकटेन्स के टर्म्स में एक सिंगल फेस ट्रांसफार्मर है Zp यह Zp प्राइमरी साइड है और यह Zs है और यह आपके टर्मिनल वोल्टेज Vp है और यह आपका सेकंडरी साइड Vs है और वोल्टेज Ep वाइंडिंग के एक्रोस है और Ep प्राइमरी वाइंडिंग और Es सेकंडरी वाइंडिंग के एक्रोस है और टर्न रेशिओ यह 1 a के रूप में दिया गया है 1 a मैं आपको बहुत सरल बात बताऊंगा हम इसे जानते हैं 1 a माना लीजिये कि प्राइमरी साइड टर्न रेशिओ N1 है और सेकंडरी साइड टर्न रेशिओ N2 है इसलिए N1 N2 का अर्थ है इसे 1 N2N1 1 a और aN2N1 के रूप में लिखा जा सकता है तो N1 प्राइमरी साइड टर्न की संख्या है और N2 सेकंडरी साइड टर्न की संख्या है इसलिए aN2N1 है तो इसीलिए टर्न रेशिओ ट्रान्स्फ़ोर्मेशन रेशिओ 1 a दिया जाता है हम इस तरह करेंगे अब यह पूरी बात आपको अपने प्राइमरी या सेकंडरी के संदर्भ में अपने इक्वीवेलेंट वोल्टेज समीकरणों के नीचे लिखनी होगी हम देखेंगे कि दोनों प्रति इकाई में समान हैं तो अब प्राइमरी साइड पर वोल्टेज बेस चुनें प्राइमरी साइड वोल्टेज बेस जिसे हम VpB चुन रहे हैं 'p' प्राइमरी के लिए स्टैंड करता है और 'B' बेस के लिए स्टैंड करता है और सेकंडरी साइड आपका VsB 'S' सेकंडरी के लिए स्टैंड करता है और 'B' बेस के लिए स्टैंड करता है इसलिए VsB आपको एक कॉमन वोल्ट एम्पीयर बेस भी चुनना होगा तो यह आपके VA B है यह इस ट्रांसफॉर्मर के लिए वोल्ट एम्पीयर बेस है अब और यह वही है जो आप इसे कहते हैं इसका मतलब यह है कि Vprimary baseVsB base इसे लिखा जा सकता है क्योंकि यह है जैसा कि आप जानते हैं कि आपको पता है कि यदि प्राइमरी साइड वोल्टेज Vp है तो सेकेंडरी साइड वोल्टेज Vs है तब आपका मैं इसे यहाँ बना रहा हूँ अगर प्राइमरी साइड वोल्टेज Vp है सेकेंडरी साइड वोल्टेज Vs है इसलिए VpVs है तो आप लिख सकते हैं कि प्राइमरी साइड वाइंडिंग आपके टर्न की संख्या N1 है और आपको पता है कि सेकेंडरी टर्न N2 है तो यह ऐसे भी लिखा जा सकता है VpB baseVsB base इसीलिए हम एसा लिख रहे हैं तो वह और आप 'a' बराबर है आपने देखा है कि aN2 N2N1 यही कारण है कि यह वास्तव में 1a है क्योंकि यह N1N2 है लेकिन a N2N1 तो इसका मतलब है कि VpB VsB 1a है इसलिए जैसा कि वोल्ट एम्पीयर बेस कॉमन है हम IpB IsB a भी लिख सकते हैं आप जानते हैं यदि प्राइमरी होल्ड पर है यदि प्राइमरी साइड करंट यदि प्राइमरी साइड करंट Ip है और सेकेंडरी साइड करंट Is है आप जानते हैं कि यह N2N1 है और N2N1 हमने देखा है कि यह वास्तव में a के बराबर है इसलिए यह primary side base currentsecondary side base currenta के रूप में लिखा जाता है तो इसका मतलब है हम एक ही बात लिख रहे हैं कि primary side base currentsecondary side base currenta यह वास्तव में समीकरण 18 है इसलिए प्राइमरी साइड बेस इम्पीडेंस ZpB primary side base voltageprimary side base current यह आपका 19 है इसी प्रकार सेकेंडरी साइड के लिए बेस इम्पीडेंस VsB IsB जो secondary side base voltagesecondary side current base current है जो समीकरण 20 के बराबर है इसलिए फिगर 8 से अपने सेकेंड साइड वोल्टेज को फिगर 8 से आप यह लिख सकते हैं कि आप इस लूप में सेकंड लॉ को लागू कर सकते हैं तो यह IsZsVs Es0 होगा इसका अर्थ है इसका मतलब है कि इसका मतलब यह है VsEs ZsIs यह समीकरण 21 है यह समीकरण हम इस फिगर 8 से लिख रहे हैं और सेकंडरी साइड पर KVL लागू करते है इसलिए और इसी तरह Ep यहां समान रूप से समान है IpZpEp Vp0 इसलिए EpVp ZpIp यह समीकरण 22 है तो सेकंडरी साइड और प्राइमरी साइड ये दो वोल्टेज समीकरण लिखे गए हैं इसलिए एक बार जब यह वास्तव में आपकी एक चीज है तो आपको यह देखना चाहिए कि यहां हम टर्मिनल वोल्टेज को लिख रहे हैं और यह दूसरी बार प्राइमरी है हमने कहा कि इस वाइंडिंग के एक्रॉस इस वोल्टेज Ep का पता लगाये जो आप लिख रहे हैं साथ ही यह Es Es EP a इसका मतलब है यह कुछ इस तरह से है कि यह वोल्टेज Ep है यह वोल्टेज Es है तो हम जो कर सकते हैं वह यह है कि आपकी यह बात कि Ep प्राइमरी वोल्टेज है और 𝑬s सेकंडरी वोल्टेज जो N1 N2 के बराबर होता है प्राइमरी टर्न की संख्या N1 है सेकंडरी टर्न की संख्या N2 है इसका मतलब है यह वास्तव में बराबर है इसका मतलब है आपका EsaEp है तो इस तरह से आप इस बात को कह सकते हैं जिसे आप ये समीकरण कहते हैं EsaEp हम लिख रहे हैं यहाँ मैंने अभी अभी दिखाया कि EsaEp है ठीक है इसलिए यहाँ केवल एक चीज वास्तव में यह EP Es होनी चाहिए यह सुधार है वास्तव में मैंने यह फिगर नहीं देखा है यह EP Es है यह VPB Vs के बराबर है यह VP Vs नहीं है यह EP Es होना चाहिए क्योंकि मैंने फिगर नहीं देखा था समय पर इसलिए VP Vs के बजाय यह EP Es है तो यह आपका इसलिए यह समीकरण 23 से EsEp आपको Es सब्स्टिट्यूट करना है मेरा मतलब यह है कि समीकरण 21 में आप सब्स्टिट्यूट करते हैं यदि आप ऐसा करते हैं तो आप प्राप्त करेंगे VsaEp ZsIs यह समीकरण 24 है तो अब समीकरण 22 से Ep को सब्स्टिट्यूट करते है जिसका अर्थ है कि इस समीकरण 22 से इस Ep को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं आप यहा पर समीकरण 24 में तब आपको जो मिलेगा वह यह है VsaVp ZpIp ZsIs यह समीकरण 25 है अब इस समीकरण को हमें पर यूनिट फॉर्म में परिवर्तित करना होगा तो आप जो कर सकते हैं वह यह है कि जब आप पर यूनिट फॉर्म में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं तो साधारण बात यह है कि Vs एक वास्तविक वोल्टेज VsB के बराबर है Vs सेकंडरी साइड के वोल्टेज गुणित VsB यह वास्तव में है यह वास्तव में यह 𝑽s बराबर है यह प्रति यूनिट वोल्टेज है वह Vs Vs B Vs का अर्थ है 𝑽s आपके VspuVsB के बराबर लिख सकते हैं इसीलिए Vs की जगह हम VspuVsBa लिख रहे हैं इसी तरह Vp यह Vp हम लिख रहे हैं प्राइमरी साइड बेस वोल्टेज VpB है तो Vp VpB आपके Vspu के बराबर है अर्थात VpVppuVpB है इसीलिए यहाँ हम VpVppuVpB लिख रहे हैं Vp का अर्थ है यह प्राइमरी साइड बेस वोल्टेज में प्रति यूनिट मान है इसी प्रकार Zp वही चीज जो Zp ZpB Zp है अर्थात Zp Zp ZpB तो यह Z यह Zp वास्तव में Zp द्वारा रिप्लेस किया गया है और ZpB यह प्रति यूनिट इम्पीडेंस है इसी तरह Ip केस भी अब सब कुछ समझ में आता है तो Ip केस मे भी हम Ip IpB लिख रहे हैं इसलिए अब इसी तरह प्रति सेकंडरी साइड के करीब है यह वास्तव में यह है - टर्म तो Zs Zs ZsB सेकंडरी साइड बेस इम्पीडेंस है और यह Is Is IsB सेकंडरी साइड बेस करेंट है यह समीकरण 26 है तो मेरा मतलब है कि यह सभी चीजें आपके प्रति यूनिट फॉर्म में रखी जा सकती हैं लेकिन हर समय लेकिन एक ही समय में उनके बेस वैल्यू सभी गुणा करते हैं अब इस 26 को विभाजित करके समीकरण 26 को VsB से विभाजित करें ताकि बाएं हाथ तरफ ये VsB टर्म हों तो यह सब समीकरण आप VsB द्वारा विभाजित करते हैं और समीकरण 17 18 19 और 20 के आधार संबंध का उपयोग करते हैं इसलिए जो भी समीकरण हमने बेस क्वान्टिटी के लिए दिखाए हैं जो 17 हैं यह 1718 19 और 20 आप इसका उपयोग करते हैं और इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको Vs pu मिलेगा यह हिस्सा मुझे लगता है कि आप समझ सकते हैं कि आप इसे कर सकते हैं इसलिए Vs pu Vp pu Ip puZppu Is puZs pu है ब्रैकेट में हम सभी जगह प्रति यूनिट यह बताने के लिए लिख रहे हैं कि ये सभी वोल्टेज करंट और इम्पीडेंस के प्रति यूनिट मान हैं यह आपकी समीकरण 27 है इसलिए इन सभी चीजों को रिप्लेस करने के लिए मैंने जो कुछ भी दिखाया है वह यह है कि मैंने बाएं हाथ की तरफ इस चीज़ के लिए रखा है उदाहरण के लिए Ip है Ip IpB Zs Zs और ZsB इत्यादि तो बाएं हाथ की ओर यह काम किया गया है तो यह वास्तव में आपकी प्रति यूनिट इम्पीडेंस है मेरा मतलब है कि यह आपकी सेकंडरी वोल्टेज है आपकी प्राइमरी वोल्टेज प्रत्येक प्रति यूनिट में है यही कारण है कि ब्रैकेट मे प्रति यूनिट लिखा गया है आगे अब हम लिख सकते हैं कि IP Is IPB IsB यह भी हमने पहले बताया है कि प्राइमरी से सेकंडरी में का अनुपात समान के अनुपात के बराबर है primary side base currentsecondary side base current a इस पर हमने पहले चर्चा की है इसलिए IP IPB Is IsB IP प्राइमरी साइड IP IPB Ip सेकंडरी साइड Is बराबर है हम मानते है की I के बराबर है इसका मतलब है कि प्रति यूनिट प्राइमरी साइड और सेकंडरी साइड में हम मानते हैं कि ट्रांसफार्मर के लिए दोनों करेंट समान हैं सिंगल वैल्यू है जो 'p' या 's' के बजाय है हम बस लिखेंगे कि I एक प्रति यूनिट करेंट है क्योंकि प्रति यूनिट करेंट प्राइमरी और सेकंडरी साइड दोनों तरफ समान हैं अब समीकरण 27 और 28 का उपयोग करते है इसका मतलब है कि पिछले समीकरण इस समीकरण में आप Ip के बजाय और Ip और Is के बजाय I लिखते हैं क्योंकि Ip puIs puI तो यह Ip puI और इसी तरह Is puI दोनों प्रति यूनिट विकल्प में हैं यदि आप करते हैं तो आपको Vs pu Vp pu IpuZ मिलेगा यह समीकरण 29 है जहाँ Z Z सेकंडरी साइड Zs जो कि खेद है Zp Zp प्राइमरी साइड प्रति यूनिट वैल्यू प्लस Zs सेकंडरी वैल्यू यह समीकरण 30 है इसलिए इसका अर्थ है यह आपका वही है आपका प्रति यूनिट सभी समीकरण सेकंडरी और प्राइमरी साइड प्रति यूनिट से संबंधित हैं इसलिए यदि आप क्या कहते हैं यदि आप ट्रांसफॉर्मर के लिए सरल सर्किट डाइग्राम को खींचते हैं तो यह इस तरह से होगा यह सिंगल फेस ट्रांसफार्मर का प्रति यूनिट इक्वीवेलेंट सर्किट है यह साइड प्राइमरी साइड है यह प्रति यूनिट वोल्टेज सेकंडरी साइड प्रति यूनिट वोल्टेज है और यह Z है तो यह आपके Zs Zp है अब एक ट्रांसफार्मर के प्राइमरी या सेकंडरी साइड पर इक्वीवालेंट इम्पीडेंस से Z प्रति यूनिट वैल्यू निर्धारित किया जा सकता है उदाहरण के लिए प्राइमरी साइड जब आपका प्राइमरी साइड इम्पीडेंस Zp है और जब आप रूपांतरण के लिए जाते हैं तो उस परिवर्तन को इक्वीवालेंट इम्पीडेंस के रूप में जाना जाता है तो सेकंडरी साइड इम्पीडेंस Zs था लेकिन यह प्राइमरी है जिसे हम बनाएंगे तो यह Zs a2 होगा जिसे आप जानते हैं इसका मतलब है आपका जो आप करते हैं इसका मतलब है कि आप दोनों पक्ष जिसे आप विभाजित करते हैं क्योंकि यह प्राइमरी Z1 का संदर्भ है एक प्राइमरी साइड है जिसका इम्पीडेंस हम खोजना चाहते हैं तो Z1 आपने प्राइमरी साइड बेस इम्पीडेंस से विभाजित किया ZpB Zp ZpB Zs ZpBa2 अब यह Zs आपकी चीज़ जिसे आप कहते हैं यह ZpBa2 है अब यह वास्तव में ZsB है क्योंकि यदि आप 19 और 20 को समीकरण करते हैं तो आपने इसे बनाया है बस एक समीकरण 19 और 20 को पकड़ो तो यह समीकरण 19 और ZpBVpB IpB है और यह समीकरण 20 ZsBVsB IsB है तो समीकरण आप समीकरण 16 को समीकरण 20 से विभाजित करते हैं यहाँ दाहिना हाथ तरफ मैंने थोड़ा सा एक्सरसाइज़ किया है इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो यह होगा ZpB ZsB VpB IpB IsB VsB जिसका अर्थ है ZpB ZsB 1 a2 बन जाएंगा अर्थात ZsB a2 ZpB होगा तो मूल रूप से a2 ZpB वास्तव में ZsB है जो अगली स्लाइड पर जा रहा है इसका मतलब है कि Z1 यह प्रति यूनिट इम्पीडेंस का मान ZppuZs ZsB के बराबर है इसलिए यह ZsB है क्योंकि Zs ZsB है इसलिए Z1 Zp Zs यहाँ इसे Z के रूप में बनाने के बराबर है यह समीकरण 31 है इसी प्रकार यदि आप सेकंडरी साइड पर करते हैं तो आपको समान चीज़ मिलेगी तो Z2 Zs Zp Z इसका मतलब है कि प्रति यूनिट में जो प्राइमरी साइड को रेफर करता है या सेकंडरी को रेफर करता है प्रति यूनिट वैल्यू प्रति यूनिट इम्पीडेंस वही रहती है इसलिए एक ट्रांसफार्मर के प्रति यूनिट इम्पीडेंस वही है जो प्राइमरी या सेकंडरी साइड से गणना की जाती है इसका मतलब है कि यह प्रति यूनिट मानों के अनुसार देखे गए सभी पैरामीटर को बदलने का प्रमुख लाभ है इसलिए इसके बाद हम कुछ अच्छे उदाहरण लेंगे और फिर हम वोल्टेज कंट्रोल की विधि पर आएँगे तो पहले आम तौर पर यह आपकी जिसे आप प्रति यूनिट ट्रांस्फ़ोर्मेशन कहते हैं और यह न्यूमेरिकल कई चीजों को आपको समझना होगा हमने जो कुछ थोड़े सिद्धांत देखे हैं अब वह सभी सिद्धांत हमें इस के लिए लागू करने हैं जिन्हें आप न्यूमेरिकल मान रहे हैं यह प्रति यूनिट सिस्टम वास्तव में ट्रांस्फ़ोर्मेशन न केवल इस छोटे न्यूमेरिकल के लिए है बल्कि साथ ही हमारी पावर सिस्टम एनालिसिस के लिए आवश्यक है सभी प्रकार की चीजों के लिए जब भी आप उस वोल्टेज करंट पावर इम्पीडेंस का अध्ययन करते हैं तो हम मानते हैं कि सब कुछ प्रति यूनिट वैल्यू में है यह उचित बेस्ड वैल्यू को चुनकर हमारी कैलक्युलेशन को सरल बनाता है पहले हम एक उदाहरण लेंगे पहला उदाहरण हम कुछ उदाहरण लेंगे जैसे कि चीजें होंगी या विभिन्न प्रकार के उदाहरण ऐसे होंगे कि सभी आइडिया क्लियर होंगे तो पहले एक सिंगल फेस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर 25 KVA रेटेड है इसका मतलब है कि यह एक तुम्हारा 25KVA का मतलब है कि यह डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मर है और 1100440 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर का इक्वीवेलेंट लीकेज इम्पीडेंस लो वोल्टेज साइड को रेफर करता है जिसका अर्थ है अगर मैं 1100 लेता हूं जो प्राइमरी है तो 440 वोल्ट सेकंडरी है तो लो वोल्टेज साइड को रेफर करते है यह 006∟780 Ω है यह वास्तव में सेकंडरी साइड लीकेज इम्पीडेंस है जिसे सेकंडरी साइड में रेफर किया जाता है तो अगर मैं लेता हूं तो इसका मतलब लो वोल्टेज साइड है अगर हम प्राइमरी साइड में 1100 वोल्ट्स लेते हैं अब बेस वैल्यू के रूप में ट्रांसफॉर्मर रेटिंग का उपयोग करने का मतलब है कि यह 25 KVA का बेस KVA है और यह आपका प्राइमरी साइड है जो 1100 और सेकंडरी साइड 440 बेस वैल्यू होंगे लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को रेफर करते हुए प्रति यूनिट लीकेज इम्पीडेंस निर्धारित करें तो पहले हम यह मानते है कि हाइ वोल्टेज साइड प्राइमरी है और लो वोल्टेज साइड आपकी सेकंडरी वाइंडिंग है इसका मतलब है ट्रांसफार्मर रेटिंग 25 KVA दी जाती है इसे ट्रांसफार्मर 25 KVA दिया जाता है इसलिए यह 25 KVA इसे 1000 से विभाजित करता है आप इसे 0025 MVA बनाते हैं वास्तव में जब हमने KVA VA या वोल्ट में बेस रखने के बजाय न्यूमेरिकल हल किया तो मेरा सुझाव यह है कि आप बेस वोल्टेज केस के लिए सब कुछ हैं जो आप इसे बदल देते हैं आप इसे किलोवोल्ट में परिवर्तित कर देते हैं और जो भी हो बेस वोल्ट एम्पीयर हो सकता है जो MVA में परिवर्तित हो गया है मुझे लगता है कि वास्तव में मेरी राय में तो आपके लिए गणना करना आसान होगा इसलिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग 25 KVA है यहां हमने 0025 MVA में बदल दिया है और प्राइमरी साइड वोल्टेज 1100 वोल्ट है जिसे हमने 11 KV में बदल दिया है सेकंडरी साइड 440 वोल्ट यानी 044 KV है अगला MVA बेस है कि ट्रांसफॉर्म रेटिंग के लिए खुद की रेटिंग है जिसे आपको पता लगाना है इसलिए B 005 VpB वहाँ प्राइमरी साइड बेस वोल्टेज आप 11 KV लिख सकते हैं और सेकंडरी साइड बेस वोल्टेज 044 KV है अब आपको ट्रांसफार्मर के 440 वोल्ट की तरफ बेस इम्पीडेंस का पता लगाना होगा इसलिए सेकंडरी साइड हम ZsB V2VsB2 base लिख रहे हैं इसलिए 044KV20025 𝟕𝟕𝟒𝟒Ω है इसलिए प्रति यूनिट लीकेज लीकेज इम्पीडेंस लो वोल्टेज साइड को रेफर करते हुए जो कि Zs Zseq है दिया जाता है यदि यह ZsB द्वारा पॉइंट दिया जाता है यह Zs सेकेंडरी साइड लीकेज इम्पीडेंस दिया जाता है इसलिए यह 006∟780Ω जो कि सैकेंडरी साइड पर बेस इम्पीडेंस से विभाजित है जो 7744 है जो 774 10 3∟7 780 pu मान के बराबर है इस एंगल को भी दिया गया है यह सेकंडरी साइड के Z मान पर है लेकिन आपको यह देखना होगा कि प्राइमरी या सेकंडरी प्रति यूनिट मान समान रहेगा इसी प्रकार Zpeq प्राइमरी साइड वाइंडिंग को रेफर करता है जो कि हाइ वोल्टेज साइड है जो 11 KV है जो कि 1100 वोल्ट है वह Zpeq a2Zseq होगा हमने अभी देखा है ट्रांसफॉर्मर इक्वीवेलेंट सर्किट प्रति यूनिट इक्वीवेलेंट सर्किट डेरिवेशन के लिए वह Zp वास्तव में a2 Zs है इसलिए यहां मैं Zpeq a2 Zseq लिख रहा हूं तो वह है वास्तव में 2 Zseq इस तरह से हम लिख रहे हैं 1 a a N2 N1 ठीक है 2 a2 Zseq इस एक में तो Zpeq Zpeq 11 0442006 ∟78o तो इस Zpeq 03575 ∟78o Ω इसलिए एक बार जब आप इस प्राइमरी और यह चीज जिसे आप Zpeq कहते हैं जिसका अर्थ है 11KV साइड पर बेस इम्पीडेंस यह है कि आप इसे अपना ZpB VpB2 base 112 005484 बना सकते हैं इसलिए ZppuZpeq ZpB 0375 ∟78o 484 77410 3 ∟78o इसका अर्थ है कि यह सेकंडरी साइड को इस मान को रेफर करने और प्राइमरी साइड को रेफर करने पर आपको समान मान मिलेगा और इसलिए प्रति यूनिट लीकेज इम्पीडेंस अपरिवर्तित बना हुआ है और इसे VpB VsB स्पेसीफाय करके प्राप्त किया गया है यह चीज Vp प्राइमरी साइड पर रेट किए गए मान के बराबर है 11 KV भागित Vs अर्थात 11 04425 तो इसका मतलब यह है कि यह छोटा उदाहरण आपको केवल यह दिखाने के लिए है कि आप प्रति यूनिट प्राइमरी साइड या सेकंडरी साइड को रेफर करते हैं या नहीं यह आपके वोल्टेज इम्पीडेंस प्रति यूनिट इम्पीडेंस समान रहता है धन्यवाद